J1 के ऑफ दयग्नल एलिमेंटस केवल एक ही टर्म के होंगे क्यूँकि अगर dPidk को विस्तार से लिखेंगे तो यह प्राप्त होगा dPidk ViVkYiksin ik ik इसे i2 के लिए प्राप्त करेंगे P2 को पहले ही अभिव्यक्त कर चुके है P2 बराबर है V2 फिर V1 फिर Y21 फिर cos 21 21 V22 फिर Y22 cos जमा V2 फिर V3 फिर Y23 फिर co23 23 जमा V2 V4 फिर Y24 cos 24 24 अब इसका डेरिवटिव 3 के रेसपेक्ट मे लेंगे क्यूँकि हमें ऑफ दयग्नल एलिमेंटस को प्राप्त करना है इसलिए i को k बराबर नही लेंगे यानी कि k को 2 से अलग लेंगे ध्यान दें कि केवल तीसरी टर्म मे ही 3 है बाकी सभी टर्मस 3 से स्वतंत्र है तो पहली दूसरी ओर चौथी टर्म शून्य होगी और तीसरी टेर्म मे डेरिवेटिव लेने पर V2V3Y23 then sin 23 23 प्राप्त होगा तो ऑफ़ द्य्ग्न्ल एलिमेंट्स मे केवल एक ही टर्म आएगी लेकिन द्य्ग्न्ल एलिमेंट्स मे पूरे सम्मेशन मे k ≠ i टर्म ही छूटेगी तो यह J1 के ऑफ़ द्य्ग्न्ल एलिमेंट्स है यह समीकरण 58 है इसी तरह से J4 के भी दयग्नल एलिमेंट्स को भी प्राप्त करेंगे जिनको इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते है dQidVi 2ViYiisin ii k1 k≠inVkYkYiksin ik ik पहले की ही तरह हम i 2 के लिए Qi को अभिव्यक्त करेंगे समीकरण 51 Qi की अभिव्यक्ति है यह समीकरण 51 से प्राप्त हुआ है Q2 k14ViVkYiksin ik ik Q2 V2V1Y21sin 21 21 Y22sin 22 V2V3Y23sin 23 23 V2V4Y24sin 24 24 यहाँ k 1 से 4 तक है क्यूँकि n बराबर 4 है तो i2 के लिए यह इस तरह है यह है माइनस V2 फिर V1 फिर Y21फिर sin⁡21 21 उसके बाद माइनस फिर Y22 फिर sin22 22 यहाँ 2 केन्सल हो जाएगा उसके बाद माइनस V2 फिर V3 फिर Y23 फिर sin23 23 और आख़िरी टर्म माइनस V2 फिर V4 फिर Y24 फिर sin 24 24 होगा अब अगर डेरिवेटिव V2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो यह प्राप्त होगा तो डेरिवटिव लेने पर पहली टर्म होगी माइनस V1 फिर Y21 फिर sin⁡21 21 दूसरी टर्म होगी माइनस 2V2 फिर Y22 right फिर sinθ22 यह 2V2 इसलिए प्राप्त हुआ है क्यूँकि यहाँ V22 है फिर V3 फिर Y33 फिर sin23 23 होगा आख़िर मे माइनस V4 फिर Y24 और फिर sin24 24 होगा इसमें सभी टर्मस ग़ैर शून्य प्राप्त होंगी और सामान्य तौर पर दुसरी टर्म dQidVi 2ViYiisin होगी इसी तरह से dQidVi प्राप्त करेंगे जब k बराबर i नही होगा इसमें केवल एक ही टर्म प्राप्त होगी जो कि माइनस मग्निट्यूड VkYiksin ik ik है ऑफ़ दयग्नल एलिमेंट्स समीकरण 60 से प्राप्त होंगे टर्मस ∆P ∆Pi और ∆Qi पुनरावर्ती चरण p पर लिए गये है यह पुनरावर्ती चरण p पर बस i के शेड्यूलड और कैलकुलेटेड के बीच का अंतर है ∆Pi पावर रेसिडयुल है p पर Pi शेड्युलड की वेल्यू Pi इंजेक्शन के बराबर है और समीकरण 50 और 51 से पुनरावर्ती चरण p पर Pi केलक्यूलेटड प्राप्त होगा यानी कि यह समीकरण को हर पुनरावर्ती पर हल करना होगा अगर PQ या PV बस है तो Pi शेड्यूल ज्ञात है और अगर PQ बस है तो Qi शेड्यूल भी ज्ञात है आगे सोल्यूशन का कन्वर्ज़नस क्राइटेरिया जानेंगे सबसे पहले ∆P2 ∆P3 से ∆Pi तक के अबसोल्यूट मे से सबसे अधिक वेल्यू लें इसे ∆Pmax कहेंगे फिर ∆Q2 ∆Q3 up to ∆Qn के अबसोल्यूट मे से सबसे अधिक वेल्यू लें इसे ∆Qmax कहेंगे अगर ये दोनों वेल्यू ∆Pmax और ∆Qmaxएपस्यिलन जो की बहुत छोटी मात्रा है से कम है तो सलूशन कन्वर्ज़ करेगा हर पुनरावर्ती के बाद नई वेल्यू और पुरानी वेल्यू के अंतर की अबसोल्यूट वेल्यू प्राप्त करनी होगी और बस वोल्टेज मेग्निट्यूड और कोण को अपडेट करना होगा यानी कि Vip1 नयी वेल्यू बराबर है Vi ∆Vi के और ∆ip1 बारबर है i∆i के तो अलगोरिदम का पहला स्टेप यह होगा जिसमें हमें इस सिस्टम डेटा को रीड करना होगा अलगोरिदम के दूसरे स्टेप में n बस एडमिशन मेट्रिक्स Y प्राप्त करेंगे अलगोरिदम के तीसरे स्टेप में लोड बसेस यानी कि PQ बस के लिए Pi शिड्यूल और Qi शिड्यूल निर्दिष्टित होंगे इनके लिए वोल्टेज मेग्निट्यूड को सलेक बस वेल्यू के बराबर रखेंगे यानी कि Vi की शुरुआती वेल्यू 1 होगी और कोण डेल्टा 00 डिग्री होगा वोल्टेज कंट्रोल बस के लिए मैग्निट्यूड Vi और Pi शेड्युल निर्दिष्टत है तो फ़ेज एंगल की शुरुआती वेल्यू सलेक बस एंगल के बराबर रखेंगे लोड बसेस के लिए Pi और Qi समीकरण 50 और 51 से प्राप्त करेंगे चूंकि वोल्टेज कंट्रोल बस के लिए ∆Q अज्ञात है और ∆P प्राप्त किया जा सकता है इसीलिए समीकरण 61 और 62 की सहायता से वोल्टेज कंट्रोल बसेस के लिए Pipand ∆Pip प्राप्त करेंगे स्टेप 5 मे J1 और J4 मेट्रिक्स के दयग्नल एलिमेंट्स और ऑफ़ दयग्नल एलिमेंट समीकरण 57 58 59 और 60 से प्राप्त कर सकते है स्टेप 6 मे समीकरण 55 और 56 को ∆δ और ∆V प्राप्त करने के लिए हल करेंगे स्टेप 7 मे समीकरण 63 और 64 से नए वोल्टेज मेग्निट्यूड और फ़ेज एंगल प्राप्त करेंगे स्टेप 8 मे पहले बताया हुआ कन्वर्ज़नस क्राइटेरिया जाँचेंगे अगर सोल्यूशन कन्वरज नही करेगा तो स्टेप 4 पर जाएँगे वर्ना स्टेप 9 मे सोल्यूशन प्रिंट कर देंगे अब उधारण 2 जो की पहले गाऊस सिडल विधि से हल किया था उसी उदाहरण को डीकपल न्यूटन रेपसन विधी से हल करेंगे अब समीकरण 50 और 51 को विस्तार से लिखेंगे dp2d2V2V1Y21sin 21 21V2V3Y23sin 23 23 dp2d3 V3V2Y32sin 32 32 dp3d3V3V1Y31sin 31 31V3V2Y23sin 32 32 dp3d2 V3V2Y32sin 32 32 dQ2dV2 V1Y21sin 21 21 2V2Y23sin 22 V3Y23sin 23 23 dQ2dV3 V2Y23sin 23 23 अब dp2d2 लेंगे यह बराबर है V2V1Y21sin 21 21 जमा V2V3Y23sin 23 23 इसके बाद dp2 d3 है जो कि बराबर है V3V2Y32sin 32 23 के फिर dp3 d3 बराबर है V3V1Y31sin 31 31 जमा V3V2Y23sin 32 32 इसी तरह से dp3 d2 बराबर है माइनस V3V2Y32 sin 32 3∆2 2 के यह dQ2dV2 बराबर है माइनस V1 Y21 फिर sin 21 21 2V2Y22 sin V3Y23 sin 23 23 यहाँ dQ2dV3 केवल एक टर्म है V2Y23sin 23 23 इस से आगे dQ3dV2 V3Y32sin 32 32 है dQ3dV3 V1Y31sin 31 31 2V3Y33sin sin 33 है

चूँकि हम उधारण 2 के साथ काम कर रहे है तो यह सारा डेटा दिया गया है V1 का शुरुआती मेग्निट्यूड 105 दिया गया है लेकिन बाकी शुरुआती मेग्निट्यूड 105 की बजाए 10 दिया गया है ध्यान रहे सलेक बस वोल्टेज 105 है यह सभी मापदंड यहाँ प्रतिस्थपित करने पर dp2d2 बराबर 5297 dp2d3 बराबर 3198 dp3d2 बराबर 3198 और dp3d3 बराबर 6348 प्राप्त होगा यहाँ सभी मापदंड रखने पर dQ2dV2 बराबर 5097 dQ3dV3 बराबर 6047 dQ2dV3बराबर 3198 और dQ3 dV2बराबर 3198 प्राप्त होगा इन मापदंडो से जकोबीयन मेट्रिक्स J1 के एलिमेंट्स 5297 3198 3198 6348 और J4 के 5097 3198 3198 6047 प्राप्त होंगे अगर जकोबीयन मेट्रिक्स को हर पुनरावर्ती के लिए बार बार निकालेंगे तो इसमें बहुत समय जाएगा इसलिए जकोबीयन मेट्रिक्स को स्थिर मान लिया जाएगा और इसे सभी पुनरवर्तियों में इस्तेमाल करेंगे है यहाँ कलक्यूलेटड वेल्यू यानी कि वो वेल्यू जिन्हें हमें समीकरणों की सहायता से प्राप्त करना होगा पुनरावर्ती 50 और 51 से P2 कैलकुलेटेड प्राप्त करेंगे P2 कलक्यूलेट्ड की वेल्यू p0 पर यानी कि P2 की शुरुआती वेल्यू 05 प्राप्त होगी इसी तरह से P3 कलक्यूलेट्ड 044 प्राप्त होगी इसी तरह से Q2 बराबर 10 और Q3 बराबर 1503 प्राप्त होगा यह सब केलक्यूलेटड वेल्यू है अब हम शेड्युलड वेल्यू प्राप्त करेंगे आगे दिए गए समीकरण पहले ही गाउस सीडल विधि पर लेक्चर मे दर्शाए जा चुके है यह जनरेटर है PgiQgi और यह लोड PLi Q तो नेट इंजकटेड पावर PiPgi PLiऔर QiQgi QLi है यह असल मे Pi शेड्युल और Qi शेड्युल है तो P2 शेड्युल बराबर 2556 मेगावाट यानी कि पहले की ही तरह 2556 पर यूनिट प्राप्त होगा इसी तरह से Q2 शेड्युल बराबर है Qg2 QL2 यानी कि 30 1402 बराबर 1102 पर यूनिट के इसी तरह से P3 शेड्युल बराबर है Pg3 PL3 के चूँकि उस उधारण मे बस 3 पर जनरेटर नही है तो यह बराबर है 0 1386 यानी कि 1386 पर यूनिट बटा 100 के क्यूँकि मूल MVA 100 है इसी तरह से Q3 शेड्युल schedule बराबर है Qg3 QL3 बराबर 0 452 के यानी कि 0452 पर यूनिट मेगवार के तो ∆P2 बराबर P2 schedule P2 calculated बराबर है 2556 05 यानी कि 2056 के इसी तरह से ∆P30 बराबर है P3 schedule P30 calculated बराबर है 1386 044 यानी कि 0946 के इसी तरह से ∆Q2 बराबर है 1102 यानी कि 0102 के और ∆Q30 बराबर है 0452 1503 के यानी कि 1051के यह सब अंतर हमें प्राप्त होंगे केलक्यूलेटर के इस्तेमाल से यह प्राप्त किया जा सकता है या फिर प्रोग्राम के कोड लिखने पड़ेंगे धन्यवाद